इसलिए पिछली कक्षा में हमने प्रति यूनिट प्रति यूनिट सिस्टम देखा है अब हम वोल्टेज नियंत्रण के उस तरीके के लिए आएंगे तो वोल्टेज नियंत्रण के तरीके के लिए एक उपयोग टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर फिर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर या बूस्टर ट्रांसफार्मर शंट केपेसिटर सिरीज़ केपेसिटर और FACTS उपकरण है इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम FACTS उपकरणों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विषय है इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हम टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर रेगुलेटर या बूस्टर शंट कैपेसिटर और सिरीज़ केपेसिटर पर चर्चा करेंगे बस कुछ विचारों को बताएंगे जो आप प्राप्त करेंगे अब टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर सभी पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मर का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में बदलना है इसलिए व्यावहारिक रूप से सभी पावर और कई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मर के पास आपको पता है कि उनके पास टर्न रेशिओ बदलने के लिए टेप हैं तो आपके टेप की सेटिंग को बदलकर वोल्टेज मेग्नीट्यूड बदल दिया जाता है और VARs के वितरण को प्रभावित करता है जो कि वोल्ट एम्पीयर है और इसका उपयोग रिएक्टिव पावर के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है जो कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के लिए है इसलिए मूल रूप से दो प्रकार के टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हैं एक यह ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है दूसरा यह टेप चेंजिंग अंडर लोड ट्रांसफार्मर TCUL ट्रांसफार्मर है तो आपके टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर दो प्रकार के है ऑफ लोड का मतलब है कि आपको ट्रांसफार्मर से लोड को डिस्कनेक्ट करना होगा फिर आपको टेप को बदलना होगा दूसरे टेप चेंजिंग अंडर लोड ट्रांसफार्मर इसका मतलब है सभी लाइन आप टेप को बदल सकते हैं तो कुछ स्केमेटिक डाइग्राम कुछ स्केमेटिक डाइग्राम ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को सप्लाइ से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है या जब टेप सेटिंग को बदलना होता है तो आपको ट्रांसफार्मर को सप्लाइ से डिस्कनेक्ट करना होगा तो यह फिगर 21 है यह वास्तव में फिगर 21 है यह लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को देता है तो इस मामले में चार टेप हैं इस तरफ 2 टेप इस तरफ 2 टेप और एक स्विचिंग मेकेनिस्म है यदि आपकी ये बात कि यदि आप इस तरफ से टेप को उस तरफ बदलना चाहते हैं कि चार टेप हैं तो इसीलिए स्विच की जरूरत है तो दूसरे तरीके से मूल रूप से आप टर्न की संख्या को कम कर रहे हैं तो यह प्राइमरी साइड है और यह आपका सेकंडरी साइड है यदि आपकी स्विच पोसिशन यहां हैं तो पूर्ण वोल्टेज उस पर लागू होता है अन्यथा वोल्टेज चीज जिसे आप कहते हैं यदि यह यहां आ रहा हैं तो इसका मतलब है कि वोल्टेज हम यहा कम कर देंगे इस तरफ इसी तरह की व्यवस्था यहा भी दिखाई गई है तो यह आपका ऑफ लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है इसका मतलब है आपको इसे ऑफ लाइन करना होगा अब अगला है TCUL जो टेप चेंजिंग अंडर लोड है ठीक है इसका उपयोग तब किया जाता है जब टर्न रेशिओ में परिवर्तन अक्सर हो सकता है इसका मतलब है जब आप टेप रेशिओ को बहुत बार बदलना चाहते हैं तो यह बहुत बार नहीं होता है क्योंकि हर बार आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना होगा इसलिए यह बहुत बार नहीं होता है लेकिन टेप चेंजिंग अंडर लोड जब यह जरूरी हो तो जब आपको टेप को बहुत बार बदलना हैं उस समय आपको यह ऑन लाइन पर करना होगा इसलिए यह बदल सकता है जबकि सप्लाइ पावर ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है अब यह वास्तव में आपका विशिष्ट आपके TCUL कनेक्शन है जो कि टेप चेंजिंग ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर है यह कनेक्शन दिखाया गया है जब यह आपके वोल्टेज अधिकतम है यह फिगर 22 है यह वोल्टेज अधिकतम है यह लाइन है और यह न्यूट्रल है ये सभी कनेक्शन ऐसे बनाए गए हैं कि टेप को बदला जा सकता है इसलिए आमतौर पर एक ट्रांसफ़ॉर्मर पावर ट्रांसफ़ॉर्मर में कई टैप्स हो सकते हैं आपको पता चलेगा कि टैप बदलने की शुरुआत हम 5 से करेंगे या आप अपनी बात को अपने पॉइंट 06 से 5 तक बढ़ा देंगे जिसे आप ±10 कहते हैं तो एक तरफ अगर यह 6 से 5 है आपका प्रतिशत तो यदि आप लेते हैं तो मैं लो या हाइ साइड के कुल टेप 32 हो सकते है मेरा मतलब है कि वोल्टेज 09 से 11 के बीच बदल सकता है लेकिन यह डिजाइन पर निर्भर करता है तो इस मामले में यह डाइग्राम यह आपका लाइन से न्यूट्रल है अब यह अधिकतम वोल्टेज के लिए है यदि आप चाहते हैं कि आपको इसे ऑनलाइन करना है तो यह मूल रूप से यह ऑनलाइन है उस स्थिति में यह क्या होगा कि यह एक सिलेक्टर स्विच है यह P1 यह एक और सिलेक्टर स्विच है और हम यहाँ क्या करेंगे यहा 1 कनेक्शन भी है और A1 और एक अन्य बात है कोई एक क्या कर सकता है मैं इसे फिर से नहीं दिखा रहा हूं यह चीजें सिर्फ यह सुनिए कि आप इसे खोल सकते हैं आप इसे खोल सकते हैं एक बार जब आप इसे खोलते हैं तो सिलेक्टर स्विच को अगली पोसिशन में लाए जिसका अर्थ है यहां और इसके बाद आप इसे A1 से जोड़ते हैं इसका मतलब है कि यह स्थिति यह स्थिति बदल गई है यही कारण है कि निम्नलिखित ऑपरेशन के मूल्य को बदलने के लिए यह 1 आवश्यक हैं A1 को खोलें आप यह खोले सिलेक्टर स्विच P1 को अगले कंट्रोल तक बदले जिसका अर्थ है यहां से यहां तक यहां से यहां और फिर आप A1 को बंद करें इसी तरह इस ओर से भी आप वही करते हैं आप A2 को ओपन करते हैं इसी तरह का ऑपरेशन A2 A2 को एक बार खोलते हैं फिर सिलेक्टर स्विच को अगले स्विच पर मूव कर के लाते हैं और आप इसे यहाँ लाते हैं और फिर से आप A2 बंद कर देते हैं इस तरह से आपका वोल्टेज लेवल हम बदल देंगे इसलिए अरेंजमेंट मैं आपको इन सभी को फिर से नहीं दिखा रहा हूं तो सब कुछ सभी स्टेप्स है यही कारण है कि मैंने लिखा है कि आपको पहले एक बार इसे ओपन करना होगा और फिर इस P1 जिसे आप कहते है को इस पोसिशन पर स्थानांतरित करना होगा हैं फिर से आप A1 बंद करते हैं इसी तरह यह एक आप इसे खोलते हैं इसे यहां ले जाते है और फिर आप इसे इस तरह से बंद करते हैं कि आपका टर्न रेशिओ बदल सकता है तो ये टैप सेटिंग हैं और यह वाइंडिंग है यह वाइंडिंग है और यह सिलेक्टर स्विच है यह सिलेक्टर स्विच है तो यह वास्तव में ऑन लोड टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर स्केमेटिक डाइग्राम है केवल इस पाठ्यक्रम के लिए केवल यह समझ है कि वास्तव में यह कैसे संचालित होता है अगला टेप की पोसिशन में एक बदलाव के लिए इस संचालन की आवश्यकता होती है तो स्टेप डाउन यूनिट्स आमतौर पर मेरे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग में TCUL है आपके वास्तव में स्टेप डाउन यूनिट्स के लिए लो वोल्टेज साइड आमतौर पर मेरे पास TCUL है जो लो वोल्टेज की तरफ है और हाइ वोल्टेज साइड में डी एनर्जाइज्ड टेप्स हैं तो अब आगे की समझ के लिए अपनी छोटी सी बात के लिए आप रेडियल ट्रांसमिशन लाइन के इस ऑपरेशन पर विचार करते हैं केवल इसको समझने के उद्देश्य से हमने इसे आपकी रेडियल ट्रांसमिशन लाइन को लिया है इस तरफ और दोनों तरफ टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के साथ यह साइड अंदर भेज रहा है और यह साइड अंदर प्राप्त कर रहा है और यह एक नोड है यह बस बार है इसे चिह्नित किया गया है या नोड आप जो भी कहते हैं 1 और यह साइड 2 है यह सेंडिंग एंड और यह रिसीविंग एंड है और इसलिए वास्तव में इसका उद्देश्य लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के लिए पूरी तरह से कंपेनसेट करने के लिए आवश्यक टेप चेंजिंग रेशिओ का पता लगाना है तो आपको tS tR दोनों का पता लगाना होगा हालांकि यह 1 tS है और जब हम इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो आपको इस तरफ से देखना चाहिए तो यह 1 tR है लेकिन इस साइड मे से बनाए रखा है अगर मैं मानता हूँ कि यह प्राइमरी है यह सेकंडरी है यह सेकंडरी से प्राइमरी है तो tR 1 मूल रूप से 1 tR इस तरफ भी 1 tR और यह लाइन इम्पीडेंस Z R jX है और यह सेंडिंग एंड वोल्टेज है और यह रिसीविंग एंड वोल्टेज है यह रेडियल ट्रांसमिशन लाइन है जैसा कि आप जानते हैं कि बाद में हम इसके बाद देखेंगे कि यह वोल्टेज कंट्रोल मेथड बाद में हम ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए देखेंगे अब यह आपकी यह आपका फेसर डाइग्राम पर रिसीविंग एंड वोल्टेज है जो कि एक वोल्टेज फेसर डाइग्राम है जिसे आप लेते हैं यह आपका रिफ्रेन्स वोल्टेज है और इस के माध्यम से करेंट लेगिंग मान रहे है मान लीजिये यह करेंट है और इस के माध्यम से करेंट लेगिंग करेंट Φ है और फिर यह आपका वोल्टेज आपका IR IR ड्रॉप है और 900 इस के साथ यह j IX है और आप फेसर डाइग्राम को पूरा करते हैं यह सेंडिंग एंड वोल्टेज है और सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच का एंगल डेल्टा है और करेंट I रिसीविंग वोल्टेज से लेग कर रहा है जो कि एंगल Φ है तो अब यह है कि यह Φ यह एंगल Φ है तो यह एंगल 900 है तो यह एंगल भी Φ है इसलिए यह भाग AB भाग मेग्नीट्यूड IR cos के बराबर है इसलिए IR cos वास्तव में यह बेहतर है यदि मैं यह रखता हूं जिसे कि आप IR मेग्नीट्यूड कहते हैं यदि मैं इसे मेग्नीट्यूड में रखूं तो चीजें बेहतर होंगी इसलिए अगर मैं मेग्नीट्यूड IR रखता हूं और यह पक्ष वास्तव में आपका j IX है तो अगर मैं आपका I मेग्नीट्यूड I अपने j X में रखता हूँ तो इसीलिए आपका यह आपका है जिसे आप AB कहते हैं यह मेग्नीट्यूड IR cos के बराबर है और इसी तरह यह BC बराबर है ED बराबर है यह आपके IX के बराबर है इसलिए IX sin तो सेंडिंग एंड वोल्टेज आप उस पर प्रॉजेक्शन बनाते हैं जिसे आप जानते हैं इसलिए मेग्नीट्यूड VS cos VR IR cos IX sin यह रिसीविंग एंड AB जो आपका IR cos है I करेंट का मेग्नीट्यूड है प्लस BC जो मेग्नीट्यूड IX sin है तो इसे समीकरण 34 कहा गया है लेकिन यह फेस एंगल δ आपके सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में है और यह नगण्य बहुत छोटा मान है इसलिए आमतौर पर δ हम इसे लगभग '0' के रूप में कह सकते हैं इसका मतलब है कि समीकरण 34 इसका मतलब है कि यह समीकरण 34 इसे लिखा जा सकता है जैसे कि δ यहां यह δ 0 आप रखते हैं इसलिए यह 𝐜os 𝟎 1 है तो मेग्नीट्यूड VS VR I R cos I X sin यह समीकरण 35 है अब हम PVR I cos लिख सकते हैं यह पावर समीकरण 36 है और Qमेग्नीट्यूड VR I sin यह 37 है अब इस समीकरण 36 से इस समीकरण से आप मेग्नीट्यूड लिख सकते हैं I cosPVR और इस समीकरण से कि यह मेग्नीट्यूड I sinQVR समीकरण 39 है अब यह मेग्नीट्यूड I cos और मेग्नीट्यूड I sin आप समीकरण 34 में सब्स्टीट्यूट करते है यदि आप सब्स्टीट्यूट करते हैं तो आप जो प्राप्त करेंगे उसका मेग्नीट्यूड जो प्राप्त होगा वह मैंने समीकरण 35 30 38 और 39 का उपयोग करते हुए लिखा है और आपको VS का मेग्नीट्यूड VS magnitude of VR PRQXmagnitude of VR मिलेगा अब अगर आप इस डायग्राम पर आते हैं तो इस डायग्राम पर आएं अब इस डाइग्राम में आपका V V1 यह एक डाइग्राम है जो फिगर 23 है V1Vs यह अनुपात 1 ts है इसलिए 1 ts माफ कीजिये इसका अर्थ यह 1ts है कि इस चीज़ के बजाय इसका अर्थ है कि V s t sV 1 इस तरफ इसी तरह यदि आप रिसीविंग एंड साइड के लिए आते हैं तो इस तरफ यह V2VR1tR होगा इसका मतलब है V R t RV2 है तो इसका मतलब है कि एक V R t RV2 और एक आपका V2 दूसरा एक V s t sV 1 है इसका मतलब यह है कि अगर आप वास्तव में मेग्नीट्यूड वाइज़ इसे लेते हैं तो यह मेग्नीट्यूड है इसलिए आप सभी मेग्नीट्यूड लेते हैं जो बेहतर है क्योंकि आप सभी मेग्नीट्यूड का उपयोग करते हैं तो यह आपकी चीजों के बराबर है तो मेग्नीट्यूड V s t sV 1 और मेग्नीट्यूड V R t Rmagnitude V s और V R मेग्नीट्यूड आप इस समीकरण में सब्स्टीट्यूट करते हैं यह समीकरण मे आपने उस मेग्नीट्यूड को सब्स्टीट्यूट किया है VS t sV 1 tR V 2 V R tR यह समीकरण 41 है अब इस समीकरण से आप यह t s 1magnitude V 1tR V 2 यह टर्म लिख सकते हैं अब हम एक बात अस्यूम करेंगे कि हम यहाँ मानते हैं कि t s और t R का गुणा 1 है हम यह मान लेंगे कि यह t stR1 है इसलिए जैसा कि यह सुनिश्चित करता है कि ओवर ऑल वोल्टेज लेवल समान ऑर्डर के है और दोनों ट्रांसफॉर्मर पर टेप की न्यूनतम सीमा का उपयोग किया गया है इसलिए यही वह शर्त है जिसे हम रखेंगे t stR1 इसलिए हम क्या करेंगे हम इस समीकरण में tR1ts सब्स्टीट्यूट करेंगे क्योंकि आप यह जानना चाहते हैं कि t s के लिए अभिव्यक्ति क्या होगी इसका मतलब है कि यदि आप इस समीकरण में सब्स्टीट्यूट करते हैं जो इस समीकरण में है जिसे आप सब्स्टीट्यूट करते हैं tR1ts कि आप यहाँ सब्स्टीट्यूट करे यदि आप ऐसा करते हैं तो हम यहाँ समीकरण 42 में tR1ts लिख रहे हैं और आप इसे हल करते है तो आप पाएंगे t s V 2 V 1 1 PRQXV1V2 1 इसका मतलब यह है कि यह 1 भागित जो वास्तव में की पावर माइनस 1 ब्रैकेट बंद है फिर उसकी पावर ½ यह समीकरण 43 है तो यह है कि यदि आप t s जानते हैं जब आप tRपा सकते हैं इसलिए भी क्योंकि tR1ts क्योंकि हमने माना है कि t stR1 ऐसा है कि दोनों साइड टैप का उपयोग किया जाता है अब हम एक उदाहरण लेंगे तो उदाहरण तीन फेस ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए उदाहरण देने से पहले कि थोड़ा सा हमारे पास टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ आइडिया हैं और टेप रेशिओ 1 साइड का पता लगाने के लिए यह अभिव्यक्ति या तो t s या tR किसी भी तरफ आप इसे ढूंढ सकते हैं तो उससे tRt s1 इससे आप टेप रेशिओ प्राप्त कर सकते हैं अब एक उदाहरण लेते हैं तो इस मामले में एक 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन अपने सेकंडरी एंड में 138 220 KV ट्रांसफार्मर से फीडिंग कर रही है माफ कीजिये सेंडिंग एंड लाइन 105 MVA 08 पावर फैक्टर लैगिंग लोड 220138 KV के एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से सप्लाइ कर रही है 220 KV पर लाइन और ट्रांसफार्मर का कुल इम्पीडेंस 20 j120 Ω है सेंडिंग एंड ट्रांसफार्मर 138 KV सप्लाइ से एनार्जाइस्ड है 138 KV लोड पर वोल्टेज बनाए रखने के लिए प्रत्येक ट्रांसफार्मर के लिए टेप सेटिंग का पता लगाएं अब यह सरल समस्या है अब यह लाइन 08 पावर फैक्टर लैग पर आपके 105 MVA की सप्लाइ कर रहा है तो यह एक 3 फेस है इसलिए P1310508 जो पावर फैक्टर 08 से गुणा किया गया है तो यह 28 MW मेगावाट है इसी तरह जब आप फेजर डाइग्राम या वो समीकरण या P Q VS VR खींचते हैं तो VS VR सभी प्रति फेस क्वान्टिटी में होते हैं तो यह VS और VR लाइन से लाइन क्वान्टिटी नहीं है वास्तव में यह प्रति फेस वोल्टेज लाइन से न्यूट्रल है और उस समय P और Q को भी आपको यह पता लगाना होगा कि प्रति फेस इसीलिए इसे 3 से विभाजित किया गया है 3 से विभाजित और VS VR मेग्नीट्यूड भी प्रति फेस के आधार पर है तो वह 28 MW है और Q cos ∅ 08 है इसलिए sin ∅ 06 है इसलिए 21 MVAR है सोर्स और लोड फेस वोल्टेज हाइ वोल्टेज साइड को संदर्भित किया जाता है V 1 मेग्नीट्यूड V 2 2203 मेग्नीट्यूड के बराबर है अतः लाइन टू लाइन आप इसे प्रति फेस वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं जो 127017 किलो वोल्ट है अब अगर हम समीकरण 43 का उपयोग कर रहे हैं तो उसी समीकरण का उपयोग आप इस सूत्र मे उपयोग करते हैं जिसे आप जानते हैं कि R और X आपको पता है V 1 मेग्नीट्यूड V 1 V 2 तो मेग्नीट्यूड V 2V 1 अनुपात है क्योंकि ये 2 बराबर हैं R 24 Ω दिया गया है X 120 Ω दिया जाता है P और Q सभी ज्ञात हैं इसलिए आप इन सभी को इस एक्स्प्रेशन में सब्स्टीट्यूट करते हैं तो इस मामले में tS यह 1 गुणित जो कुछ भी यह है 1 माइनस यह सब कुछ की पावर माइनस 1 और उसकी पावर ½ है इसलिए tS वास्तव में 111 आता है इसलिए tR1tS बराबर है यह 090 आएगा तो यह दो टैप सेटिंग्स हैं अब एक और उदाहरण तो दूसरा एक है इसलिए यह समझ में आता है कि यह चीजें बहुत सरल हैं तो सीधे आप आवेदन कर सकते हैं इसी तरह उदाहरण एक और उदाहरण लेते हैं उदाहरण 9 ट्रांसफार्मर टेप रेशिओ निर्धारित करें जब सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर होता है हाइ वोल्टेज लाइन 220 KV पर संचालित होती है और 08 पावर फैक्टर लैग पर 80 मेगावाट ट्रांसमिट करती है और लाइन की इम्पीडेंस 40 j 140 Ω है माना कि tS tR 1 है यहां तक कि यह भी उल्लेख नहीं किया गया है आपको tS tR 1 मान लेना है तो यहाँ सिर्फ लगभग इसी प्रकार का उदाहरण लिया गया है इसलिए यह समीकरण 43 है यह सूत्र V मेग्नीट्यूड V12203 127017 KV के बराबर है और मेग्नीट्यूड V 2V 1 1 है P फिर से प्रति फेस के आधार पर एक तिहाई के बराबर है इसलिए 2133MW cos ∅ 08 Q 13∗ 80 ∗ sin ∅ 06 इसलिए 16 MVAR R 40 Ω X 140 Ω तो इन सभी चीजों को रखने पर आप फिर से tS 111 के बराबर प्राप्त करेंगे और tR1tS यह 090 है यह टेप रेशिओ है यह 2 सरल उदाहरण है जिसे हमने लिया है तो यह टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए है अब अगला यह बूस्टर ट्रांसफार्मर या रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है इस मामले में यह बूस्टर ट्रांसफार्मर या रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर ये हैं कि आप जिस चीज़ को कहते हैं ये वही चीज़ है जिसे हम कभी कभी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं या कभी कभी बूस्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं इनका उपयोग वास्तव में एक लाइन के एंड के बजाय इंटरमिडीएट पॉइंट पर वोल्टेज मेग्नीट्यूड और फेस एंगल को चेंज करने के लिए किया जाता है इसलिए जैसा कि हम टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए आप क्या करते हैं हम इसे या तो सेंडिंग एंड साइड या रिसीविंग एंड साइड प्राप्त कर रहे हैं या हमारे सिस्टम में टैप चेंज करने का खर्च आता है लेकिन इस मामले में हम इसे लाइन की कहीं इंटरमिडीएट पोसिशन पर रख सकते हैं तो एक वोल्टेज मेग्नीट्यूड को नियंत्रित किया जा सकता है फेस एंगल को भी नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए फिगर 25 मैं उस पर आऊँगा जो फेस 'a' के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को दिखाता है तो यह आपका है यह आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर कनेक्शन है यह बूस्ट है यह केवल फेस 'a' है हम लाइन से न्यूट्रल ले रहे हैं यह वोल्टेज Van है और यह एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है तो मान लीजिए कि दो स्विच पोसिशन है यह वास्तव में है यह आप S1 बनाते हैं और यह S2 है और यह वास्तव में यह एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है अब यदि आप यहां आते हैं तो एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर की सेकंडरी टेप्ड है और इससे प्राप्त वोल्टेज को सिरीज़ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर लागू किया जाता है इसका मतलब है कि यह वास्तव में टेप की पोसिशन का दोहन कर रहा है यह टेप पोसिशन है यह एक कनेक्शन है उदाहरण के लिए दिया गया है एक और ट्रांसफार्मर है जिसे सिरीज़ ट्रांसफार्मर कहा जाता है दूसरी वाइंडिंग है जो फेस 'a' की लाइन के साथ सिरीज़ मे है तो यह सीरीज़ ट्रांसफ़ॉर्मर है और यह एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है इस चीज़ के साथ यहाँ भी कुछ वोल्टेज प्रभावित होता है और ऑटोमेटिकली वोल्टेज यहाँ से प्रभावित होता है इसलिए यह Van1 यह इस साइड का वोल्टेज है यह साइड वोल्टेज Van∆Van होगा यह समीकरण 44 है मैंने मार्क किया है तो यह आउटपुट वोल्टेज है यह आउटपुट वोल्टेज है तो यदि आपका कनेक्शन इस तरह से हैं तो यह वोल्टेज जोड़ा जाएगा अब यदि आप इस S1 और S2 की पोसिशन को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा यह सब्स्ट्रेक्शन होगा यदि आप यहाँ पोसिशन बनाते हैं और यह एक आप करेंगे यदि आप इसे यहाँ बनाते हैं तो मेरा मतलब है यदि आप पोसिशन को इंटरचेंज करते हैं तो पोसिशन तब क्या होगा जब S1 S2 इंटरचेंज होगा यह होगा कि यह उस समय माइनस होगा उस समय यह वोल्टेज इस एक से कम होगा तो इस तरह से आप अपने को नियंत्रित करने के लिए जा सकते हैं जिसे आप फेस बूस्टर कहते हैं क्योंकि वोल्टेज इस मामले में फेस में है तो यह आपका कनेक्शन है यह Van है यह एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें आपके पास टेप है कनेक्शन दिखाए गए हैं और यह है कि इस का आउटपुट 1 सिरीज़ ट्रांसफार्मर से जुड़ा है इस तरफ अन्य वाइंडिंग उस फेस 'a' के साथ सिरीज़ मे है जिससे कि वोल्टेज को जोड़ा जा सकता है या उन्हें घटाया जा सकता है वे फेस में हैं तो वोल्टेज मेग्नीट्यूड जोड़ा जा सकता है तो इस प्रकार के बूस्टर ट्रांसफार्मर को इन फेस बूस्टर कहा जाता है क्योंकि वोल्टेज फेस में है तो एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के टेप को बदलकर Van को एडजस्ट किया जा सकता है सिरीज़ ट्रांसफार्मर के अक्रॉस वोल्टेज की पोलेरिटी को स्विच पोसिशन को बदलकर रिवर्स किया जा सकता है मैंने आपको बताया था कि S2 से S1 तक Van1 आपके Van के मुकाबले कम है तो इस ∆Van को नेगेटिव बनाया जा सकता है यदि आप पोसिशन को इंटरचेंज करते हैं तो भी इसे नेगेटिव बनाया जा सकता है तो यह वास्तव में आपका जिसे आप कहते हैं कि आपका बूस्टर या रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है अब एक और चीज आपकी फेस एंगल कंट्रोल है तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज फेस एंगल को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है तो फेस के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था हमारे पास एक बूस्टर ट्रांसफार्मर है जिसे दिखाया गया है मेरा मतलब है कि यह एक बूस्टर ट्रांसफार्मर है अब इस मामले में फेस 'a' के लिए हम लाइन से न्यूट्रल Van ले रहे हैं यह a nVan अब यहाँ आउटपुट है यह एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है यह सिरीज़ ट्रांसफार्मर है लेकिन यह bc वोल्टेज Vbc है जिस तरह से आपके फेस bc प्लस माइनस अब यहाँ भी टेप सेटिंग्स हैं यहाँ भी स्विच S1S2 है यह सिरीज़ ट्रांसफार्मर वहाँ है इसलिए यह साइड फेस 'a' मे यह ∆Vbc उस वोल्टेज को उस स्थिति में जोड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे समीकरण Van होगा आपके Van प्लस जिसे आप डेल्टा Vbc कहते हैं के बराबर है इसका मतलब है मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ एक बार फिर से देख रहा हूं कि यह फेस a है हम फेस a को ले रहे है उस पर विचार कर रहे हैं लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज हम दूसरे 2 फेसेस Vbc में लेते हैं और एक एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें ये टैप सेटिंग हैं और यह है कि यह आपके लिए केवल 2 टेप दिखाया गया है ताकी यह यहाँ आसानी से दिखाया जा सके और यह और इस का आउटपुट यहाँ है यह सिरीज़ ट्रांसफार्मर है इस वाइंडिंग का एक तरफ कि वोल्टेज अन्य वाइंडिंग को फेस a के साथ सिरीज़ में इस तरह प्रभावित करता है कि VanVan∆Vbc लेकिन ∆Vbc वैसे भी फेस में नहीं है आपके फेस 'a' वोल्टेज Van के साथ फेस में नहीं है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि आप फेसर डाइग्राम को करने के लिए थोड़ा सा जाते हैं इसलिए कुछ भी बताने से पहले आप Van को अपना रिफ्रेन्स फेसर मानते हैं यानी यह एक Van जो आपका रिफ्रेन्स फेसर है तो यदि यह Van है तो यह Vbn है और यह आपका Vcn 1200 फेस है तो यह Vcn है इसका मतलब है यह Vnc है यह Vbn रीसल्टेंट Vbc है इसलिए Vbc वास्तव में Vanसे 900 से पिछड़ रहा है अब फिगर 27 यह एक है अब यह आपका Van अब फिगर 27 जो कि फेजर वोल्टेज फेजर डायग्राम देता है अब मान लेते हैं कि ∆Vbc का अर्थ है कि इस ∆Vbc का अर्थ है यह एक यह प्रभाव वोल्टेज जो इस 'a' फेस a के साथ सिरीज़ में है यह वाइंडिंग ∆Vbc के साथ सिरीज़ में है तो यह ∆Vbc हम मानते हैं कि यह आपके a Vbc के बराबर है ∆Vbc a Vbc है टोटल Vbc है लेकिन यह ∆Vbc है यह वास्तव में यहाँ से यहाँ तक है यह ∆Vbc है तो यह a आपका Vbc है a फ्रैक्शन है इसलिए Vbc के बराबर है वास्तव में Vbc Van से 900 से लेग कर रहा है और Vbc लाइन से लाइन वोल्टेज AB BC CA लाइन से लाइन वोल्टेज है जो आपके फेस वोल्टेज का 3 गुना है यह संतुलन प्रणाली है तो हम लिख सकते हैं कि Vbc यहाँ 3Van∟ 900 के बराबर है इसलिए इस फेस डाइग्राम से तो यह Vbc आप यहां सब्स्टीट्यूट करते है अगर आप ऐसा करते हैं तो यह a3Van∟ 900 होगा इसका मतलब है कि ∆Vbc यह ∟ 900 के बराबर है जिसका अर्थ है हम -j a3 Van लिख सकते हैं इसलिए ∆Vbc -j a3 Van इस ∆Vbc एक्स्प्रेशन को आप समीकरण 45 में यहाँ सब्स्टीट्यूट करते हैं आप यहाँ सब्स्टीट्यूट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यह Van11-j a3Van मिलेगा यह समीकरण 47 है इसका मतलब है कि यह Van यह Van वास्तव में यह j3 a कुछ आंशिक मूल्य हो सकता है लेकिन फिर आप Van Van से एक फेस शिफ्टिंग एंगल α द्वारा लेग कर रहा है इसलिए Van और Van फेस में नहीं है लेकिन Van Van से एंगल α से लेग कर रहा है इसलिए ध्यान दें कि यह इंजेक्टेड वोल्टेज ∆Vbc वोल्टेज Van के साथ क्वाड्रेचर में है और इस प्रकार रिज़ल्टेंट वोल्टेज Van एक फेस शिफ्ट α से गुजरता है जो फिगर 27 में दिखाया गया है यह एक इसलिए बाकी फेसेस के लिए किए गए समान कनेक्शन भी क्योंकि तीन फेस बेलेन्स आपको अन्य 2 फेसेस जैसे b और c के लिए समान कनेक्शन बनाना होगा जिसके परिणाम स्वरूप बेलेन्स 3 फेस आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा